छात्रों का स्वागत हैं पिछली कक्षा में हम कार्यशील पूँजी की आवश्यकता के आकलन पर चर्चा कर रहे थे कार्यशील पूँजी की आवश्यकता के आकलन की प्रक्रिया और हमने देखा कि ऑपरेटिंग चक्र की लंबाई के आधार पर भारित परिचालन चक्र से कंपनी की कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है और अंत में हमने यह सीखने की कोशिश की कि एक सूत्र की मदद से हम समय की अवधि में या 1 परिचालन चक्र में आवश्यक कुल कार्यशील पूंजी का आकलन कर सकते हैं हमने देखा कि प्रति दिन बिकने वाले सामानों की लागत गुणा भारित परिचालन चक्र जो कि भारित परिचालन चक्र की अवधि के साथ साथ नकदी और बैंक शेष योग है यदि आप उस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो आप आकलन कर सकते हैं कि जिस फर्म के लिए हम काम कर रहे हैं या कोई काम कर रहा है और वह वित्त विभाग में है वह उस कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करना चाहता है इस तरह वह आकलन कर सकता है या वह यह आकलन कर सकता है कि एक ऑपरेटिंग चक्र में कंपनी को कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और इस तरह से जब हम इसे 1 वर्ष में कितनी ऑपरेटिंग चक्र हैं उस संख्या से गुणा करते हैं तो आप कार्यशील पूंजी का आकलन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि एक अल्प समय में कितनी पूंजी की आवश्यकता है तो उसी दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग चक्र की अवधि या कच्चे माल जैसे ऑपरेटिंग चक्र के विभिन्न चरणों का उपयोग करके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन कैसे करें प्रक्रिया में काम करें तैयार माल देनदार देय इन सभी अवधियों को यदि आप सफल रूप से आकलन करते हैं तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिचालन चक्र में कितने कच्चे माल की आवश्यकता होती है कितने विनिर्माण व्यय की आवश्यकता होती है कितने विक्रय प्रशासन और वित्तीय खर्चों की आवश्यकता होती है या कहें कि विक्रय मूल्य कितना होगा इसलिए हम आसानी से खोज पाएंगे हम इसका आकलन कर सकेंगे लेकिन इस अनुमान का आधार भी ऑपरेटिंग चक्र है कि अगर हमने ऑपरेटिंग चक्र के तहत अवधि का सही अनुमान लगाया है जो की अवधि है कच्चे माल या प्रक्रिया में काम या तैयार माल या देनदार तो मुझे लगता है कि यह फर्म के लिए मुश्किल नहीं होगा लेकिन फिर से यह सावधानी का एक बिंदु है मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि यह केवल हमें फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का व्यापक अनुमान देने जा रहा है यह अंतिम आंकड़ा नहीं है वह आंकड़ा यह है कि हम सटीक आंकड़े के निकटतम आंकड़े पर पहुंचने वाले हैं लेकिन सटीकता को इन आंकड़ों को समायोजित करके प्राप्त करना होगा जिस पर हम काम करने जा रहे हैं और फिर अंत में हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमने जो काम किया है उसकी तुलना में कुछ और होगा या यह फर्म की वास्तविक आवश्यकता होगी तो आइए समस्याओं पर चर्चा करते हैं यहाँ मैंने 5 समस्याएं या प्रश्न दिए हैं इसमें से मैं 3 को हल करूँगा और शेष 2 आप स्वयं कर सकते हैं और फिर आप विभिन्न पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जहाँ ये समस्याएँ दी गई हैं और फिर आप इस संकल्पना जैसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के अनुमान के बारे में स्पष्ट हो सकते हैं साथ ही संचालन चक्र पर भी स्पष्ट हो सकते हैं तो आइए समस्याओं पर चर्चा करते हैं यह हमारे साथ पहली समस्या या प्रश्न है और यह समस्या यही कहतीहै विनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न घटक हमारे साथ उपलब्ध हैं जो कच्चे माल विनिर्माण व्यय बिक्री प्रशासन और वित्तीय व्यय हैं फिर हमारे पास बिकने वाला मूल्य होता है जो हमें दिया जाता है और फिर हमें ऑपरेटिंग चक्र के अलग अलग अवधि दिए जाते हैं कि कच्चा माल कच्चे माल के रूप में कितने महीनों 2 महीने तक रहता है कार्य प्रक्रिया 1 महीने की अवधि के लिए प्रगति में काम के चरण में बनी हुई है तैयार माल बिक्री में बदलने के लिए आधे महीने का समय लेता है और अंत में बिक्री आंशिक रूप से नकदी पर हो सकती है लेकिन आंशिक रूप से क्रेडिट और क्रेडिट अवधि के आसपास की अवधि 1 महीने है इसलिए यदि आप इस समस्या में दिए गए इस ऑपरेटिंग चक्र की अवधि को देखते हैं तो यह कितना 4 और आधा महीने आता है तो कुल अवधि कच्चे माल का चरण है काम की प्रगति का चरण है फिर तैयार माल का चरण है फिर देनदार चरण है उदाहरण के लिए नकदअगर हम आज नकद निवेश कर रहे हैं तो 4 और आधे महीने के बाद यह कंपनी कुल नकदी वापस प्राप्त करने में सक्षम होगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक ऑपरेटिंग चक्र दूसरे के बाद शुरू होगा दूसरा ऑपरेटिंग चक्र पहले समाप्त होने के बाद शुरू करें ऐसा नहीं होता है कई ऑपरेटिंग चक्र एक साथ शुरू होते हैं और उत्पादन प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होती है तो क्या होता है कि जब कच्चे माल की पहली अवस्था जब वह गोदाम से संयंत्र में जाती है तो हम उस सामग्री को नई सामग्री से बदल देते हैं जो आपूर्तिकर्ता के स्थान से हमारे गोदाम में आ रही है और जब वह विनिर्माण प्रक्रिया से चलती है और और दूसरे ही प्रक्रिया में जाती है तो पिछली प्रक्रिया फिर से गोदाम में रखी सामग्री से भर जाती है जब यह पहली प्रक्रिया से दूसरी या अंतिम प्रक्रिया की ओर बढ़ता है तो तो पहली प्रक्रिया फिर से नई सामग्री से भर दी जाती है ताकि यह एक सतत प्रक्रिया हो इसका मतलब यह नहीं है कि यदि ऑपरेटिंग चक्र की लंबाई 4 और आधे महीने है तो इसका मतलब है कि एक वर्ष में फर्म लगभग 25 या शायद 3 ऑपरेटिंग चक्र के आसपास कहीं पूरा कर पाएगी ऐसा नहीं होता है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है इसलिए 4 और एक आधा हम 4 और एक आधे महीने में पूरा करने के लिए एक ऑपरेटिंग चक्र की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि एक ऑपरेटिंग चक्र पूरा होगा तो ही दूसरा शुरू होगा यह एक सतत प्रक्रिया है लेकिन आम तौर पर हम यह कह सकते हैं कि बहुत सारा उत्पादन जो हम एक वर्ष में किसी भी तारीख को शुरू करेंगे उस में लगने वाला निवेश या नगदी हमें एक और आधे महीने में वापस मिलेगा तो हम समझ सकते हैं कि फर्म को कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो सकती है तो इस मामले में हमें आंकड़े दिए गए हैं और हम कहते हैं कि कच्चे माल के आधार पर काम किया जाता है काम के प्रक्रिया चरण में किया जाता है तैयार माल का चरण और ऋणदाता चरण यदि आप गणना करते हैं तो मुझे लगता है कि यह भी यहाँ लिखा है कि 2500 इकाइयों के मासिक बिक्री स्तर को मानने से कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है यदि वांछित नकदी शेष सकल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का 5 है और प्रक्रिया में काम विनिर्माण व्यय के सम्मान में 25 है तो यह ध्यान देने योग्य बात है यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि आम तौर पर प्रक्रिया में काम के मूल्य की गणना करते समय हम सामग्री की पूरी लागत लेते हैं जबकि विनिर्माण व्यय या प्रसंस्करण व्यय आधा लिया जाता है यदि हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है लेकिन उदाहरण के लिए कहें कि इस समस्या में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि विनिर्माण व्यय 25 होगा अर्थात 25 केवल प्रगति के चरण में आवश्यक होगा और शेष 75 जब वह अंतिम चरण में जाएगा तब शेष 75 यह 75 विनिर्माण व्यय की आवश्यकता होगी तो इसका मतलब है कि यह स्पष्ट रूप से दिया गया है यदि कुछ भी नहीं दिया जाता है तो हमें विनिर्माण व्यय आधा 50 लेना होगा लेकिन इस मामले में यह स्पष्ट रूप से 25 दिया गया है इसी तरह वांछित नकदी स्तर नकद शेष स्तर है पिछली कक्षा में हमने यह भी देखा कि जब हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की लागत ऑपरेटिंग चक्र की लंबाई से गुणा होकर 64 दिन थी फिर जो भी आंकड़ा आता है उसमें हम कैश बैलेंस जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी हम यह करेंगे कि सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कच्चे माल के स्तर पर कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी प्रगति में काम के चरण में कितने निवेश की आवश्यकता है यह देखते हुए कि कच्चे माल की लागत कितनी है विनिर्माण लागत और अन्य प्रसंस्करण खर्चों और परिचालन चक्र के अलग अलग अवधि की अवधि की लागत को देखते हुए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी तो कच्चे माल के चरण में कितने निवेश की आवश्यकता होगी प्रक्रिया में काम के चरण पर कितना आवश्यक होगा तैयार माल स्तर पर कितना आवश्यक होगा और क्रेडिट पर बेचने के लिए उतनी ही आवश्यकता होगी और जैसा कि ऋणी का समर्थन करने वाले ऋणी या ऋण की बिक्री के लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि जब हम कार्यशील पूंजी की गणना करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि किसी निश्चित समय में हम वर्तमान संपत्ति को सही बनाते हैं वर्तमान संपत्ति वर्तमान देनदारियों द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित होती है और वर्तमान परिसंपत्तियों के बीच अलग अलग ऋणों की वर्तमान देनदारियां दीर्घकालिक स्रोतों से आती हैं क्योंकि वह एकमात्र शुद्ध कार्यशील पूंजी है इस समस्या में जब हम इस समस्या को हल करेंगे इस तरह से जानकारी दी जाती है कि केवल उसे संपत्ति वर्तमान संपत्ति के निर्माण की आवश्यकता होती है लेकिन वर्तमान देनदारियों से एक पैसा भी नहीं आ रहा है इसलिए यह स्पष्ट है कि 2500 इकाइयों की मासिक बिक्री के स्तर को मानते हुए सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान सकल कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से दिया गया है इसलिए यहां सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता से मतलब है अन्यथा इसे शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के रूप में लिखा गया होता तो इसका मतलब है कि वर्तमान देनदारियों से कोई पैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम वर्तमान संपत्ति बना रहे हैं लेकिन वर्तमान देनदारियों से सहज या अल्पकालिक वित्त के रूप में कुछ भी नहीं होगा इसलिए इसका मतलब है कि यह एक सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और पूरी राशि पूरी राशि जिसको हम ज्ञात करेंगे दीर्घकालिक स्रोतों से आएगी तो सकल वर्तमान संपत्ति का मतलब है कुल सकल वर्तमान परिसंपत्तियों का वित्तपोषण दीर्घकालिक स्रोतों से होगा इसलिए पूरी राशि एक सकल कार्यशील पूंजी है या आप कह सकते हैं कि यह वर्तमान देनदारियों से कुछ भी नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि कुल निवेश वर्तमान देनदारियों के अलावा अन्य स्रोतों से आना होगा तो चलिए अब हम इस प्रक्रिया जिसको कि हम एक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे और हम ज्ञात करेंगे कच्चे माल के स्तर पर कितना निवेश आवश्यक है क्योंकि कच्चा माल कच्चे माल के रूप में शेष है जब हम कच्चा माल खरीदते हैं तो कहें जब यह फर्म या फर्म के गोदाम की बात आती है तो वह वहां रहता है लेकिन कच्चे के रूप में रहता है सामग्री या हमें कच्चे माल का स्टॉक 2 महीने की अवधि के लिए रखना होगा इसलिए जब आप सामग्री को 2 महीने के लिए रख रहे हैं आपको वित्तीय निवेश के साथ इसका समर्थन करना है इसलिए यह 2 महीने के लिए आपका धन सामग्री के रूप में अवरुद्ध हो जाएगा फिर यह प्रगति के चरण में काम करने के लिए अगले चरण में जाएगा इसलिए इसे 1 और महीने के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा और फिर यह भौतिक लागत जिसमें प्रसंस्करण खर्चों का 25 जोड़ा जाएगा और फिर जब आप अगले चरण में जाएंगे जो कि तैयार माल का चरण है तो आधे महीने का मतलब होगा कि इसे अवरुद्ध करने के लिए 15 और दिनों की आवश्यकता होगी या इसे अवरुद्ध किया जाएगा 15 और दिनों के लिए और फिर जब हम इसे बाजार में बेचते हैं तो उत्पादन का वह हिस्सा जो हम क्रेडिट पर बेचते हैं जो 1 और महीने के लिए अवरुद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कुल निवेश जिसे हम इन मौजूदा परिसंपत्तियों के निर्माण में कर रहे हैं 4 और आधे महीने की अवधि के लिए 1 परिचालन चक्र में अवरुद्ध हो जाएगा और फिर हम इसे परिसमापन करने या नकदी को बदलने या प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो हमारे पास है निवेश किया है कि हम प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे इसलिए यह 4 और आधे महीने की एक सामान्य अवधि है वह ऑपरेटिंग चक्र की अवधि है इसलिए अब लागत की जानकारी के साथ साथ ऑपरेटिंग साइकल की जानकारी को लेकर या उपयोग करके अब हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को ज्ञात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि मौजूदा देनदारियों से कुछ नहीं लिया जा रहा है इसलिए कुल धन की गणना सकल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के रूप में की जाएगी और वे दीर्घकालिक स्रोतों से आएंगे इसलिए अब हम कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का विवरण तैयार करेंगे और इस मामले में हम एक विवरण तैयार करेंगे जिसे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का विवरण कहा जाता है तो आइए हम विवरण या स्टेटमेंट तैयार करते हैं यह कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का विवरण है इसलिए हम इस विवरण को तैयार करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुल निवेशों को अलग अलग चरणों में करना होगा और जब आप इस कुल निवेश को अलग अलग चरणों में ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब है कि नंबर एक यह निवेश कच्चे माल के स्तर पर है इसलिए हमें इस निवेश को ज्ञात करना होगा हम कितना निवेश करने जा रहे हैं अब देखते हैं कि अगर आप देखें कि यहां कच्चा माल है तो कच्चे माल को 100 रुपये प्रति यूनिट कहा जाता है और कुल उत्पादन कितना होने वाला है कुल उत्पादन 13000 यूनिट प्रति वर्ष होने जा रहा है और यहां लिखा है कि 2500 यूनिट हर महीने समान रूप से उत्पादित होने की उम्मीद है इसलिए इसका मतलब है कि मासिक उत्पादन 2500 यूनिट है एक इकाई की कच्चे माल की आवश्यकता 100 है तो चलिए देखते हैं और यह 2 महीने की अवधि के लिए अवरुद्ध होने जा रहा है तो आइए देखते हैं कि यहां कितना निवेश आवश्यक है और इसके लिए यदि हम इस आवश्यकता को पूरा करते हैं तो इस आवश्यकता की गणना कैसे करें यह कुछ इस तरह होगा हम 2500 इकाइयों का उत्पादन करने जा रहे हैं और यह किस अवधि के लिए अवरुद्ध होगी कितनी इकाइयाँ हैं यह 2 महीने की अवधि के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और कच्चे माल की 1 इकाई की लागत क्या है जो 100 है तो इसका मतलब है कि यह कच्चे माल की लागत कुछ होने जा रही है और यहाँ यह कच्चे माल की सामग्री की लागत 5 लाख रु है अब दूसरा चरण WIP चरण में निवेश WIP चरण में निवेश है तो हम WIP स्टेज पर कितना निवेश करने जा रहे हैं यहां पर लिखा है कि हमें कच्चे माल की लागत का 100 हिस्सा लेना होगा और विनिर्माण खर्च 25 ही होगा तो हम देखते हैं यह मान कितना आता है हम यहां गणना करेंगे सबसे पहले कच्चे माल की कच्चा माल कितना है हम 2500 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं कच्चा माल 100 है तो यह कितना आता है क्योंकि यह कुल आवश्यकता 250000 होने वाली है यह WIP लागत का एक घटक है और WIP लागत का दूसरा घटक विनिर्माण व्यय है तो विनिर्माण खर्च कितना है हमें विनिर्माण की गणना करनी होगी खर्च और आप कह सकते हैं कि 25 का 25 कुछ है जैसे 25 विनिर्माण व्यय है आइए हम यहां विनिर्माण व्यय देखें हमारे पास विनिर्माण व्यय 30 है तो इसका मतलब है 30 25 का 25 30 में तो यह राशि कितनी होगी यह 18750 होगी यह 18750 की राशि होगी तो इसका मतलब है कि इस स्तर पर कितनी आवश्यकता है 2 लाख रुपये 268750 इतना निवेश WIP चरण में आवश्यक होगा और फिर हम तीसरे चरण के लिए जाते हैं तीसरा चरण है तैयार माल स्टेज तैयार माल स्टेज पर निवेश इसलिए हमें अब इस निवेश रुपए की गणना करनी होगी हम देखेंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है कितना कच्चा माल होगा कच्चा माल निवेश कितना होगा यदि आप देखते हैं कि यह कितना होगा 2500 यूनिट और 100 रुपये की दर पर कितने के लिए या आधे महीने के लिए तो इसका मतलब है कि यदि आप इसकी गणना करते हैं क्योंकि हम इसे भीतर के स्तंभ में रखेंगे और यह 125000 आएगा यह कच्चे माल में निवेश है हम कच्चे माल में यह निवेश करने जा रहे हैं इसलिए हमें इस निवेश के लिए जाना पड़ेगा तो कहने के लिए 125000 कच्चे माल के लिए है और अब विनिर्माण खर्च देखें इस स्तर पर विनिर्माण खर्च कितना 2500 और 30 में होने जा रहा है हमें अब यहां कुल 30 लेने हैं और यह आधे महीने की अवधि के लिए है तो हम इसका आधा हिस्सा लेंगे तो यह 37500 के रूप में आएगा है यह 37500 है तो कुल राशि जो हमने यहां निकाली है वह कितनी है यह 125000 और 37500 है हमें यहाँ एक बदलाव करना होगा कि तैयार खर्च इसलिए तैयार खर्चों में हम लेंगे विनिर्माण लागत जो हमारे पास 30 है और फिर बिक्री और प्रशासनिक व्यय जो 20 हैं हम यहाँ कुल खर्च निर्माण राशि के रूप में 25 लेंगे और हमारे यहाँ एक और शीर्ष है तो एक और शीर्ष है प्रशासनिक खर्च तो हम प्रशासनिक खर्च भी लेंगे इसलिए तीसरे सिर्फ को इसमें शामिल किया गया है हमें प्रशासनिक खर्चों को इसमें जोड़ना होगा क्योंकि प्रशासनिक खर्चों को भी तैयार माल में शामिल करना आवश्यक है तो 25 में 20 में डेढ़ फिर से तो यह कितना आएगा यह कुल राशि लगभग आएगी 25 और 25 और 20 यानी 50 होगी तो फिर से यह राशि 25000 के रूप में सामने आएगी इसलिए कुल राशि यह 25000 होगी यह राशि 25000 है इसलिए हम कुल लागत लेंगे अब यहां कुल लागत कितनी है यह है यदि आप तैयार माल की कुल लागत की गणना करते हैं तो तैयार माल के स्तर पर कुल निवेश आवश्यक है यह 0 है यह 0 है यह 5 है और इसे यह 7 कहा जाता है और फिर यह कितना 0 है ये 0 होने जा रहा है तो हम यहां 5 ले लिया है फिर हमने 7 और 12 को लिया है और फिर यह 5 है यदि हम इस कार्य की गणना 17 के रूप में करते हैं 17 1 और फिर यह 4 है तो यह 5 है 2 यह कुल राशि 5 2 7 और 8 होने वाली है इसलिए यह 187000 है इस स्तर पर आवश्यक कुल निवेश 187500 है इस स्तर पर यह कुल आवश्यकता है और इसके बाद हम निवेश पर निवेश के लिए जाते हैं यह देनदार के स्तर पर निवेश है इसलिए विविध ऋणी चरण में निवेश विविध ऋणदाता के चरण में निवेश कितना होगा यह कहा जा रहा है कि कुल इकाइयाँ 150 से गुणा की जाएंगी हम निवेश आवश्यकताओं की गणना के लिए यहां के ऋणी ऋणदाताओं को ले जाएंगे हम इसे बिक्री मूल्य पर 150 नहीं बल्कि लागत मूल्य पर लेंगे तो यह कुछ राशि के रूप में और यह आएगा 375000 375000 लागत होने वाली है तो यह विविध ऋणदाताओं में निवेश है अब हमें कुछ साधनों की गणना करनी होगी जो अब तक की गणना की गई कुल आवश्यकता है जो कि नकद शेष राशि से पहले है यदि आप नकदी से पहले कुल निवेश आवश्यकताओं को लेते हैं तो इस निवेश की आवश्यकता 500000 है 268750 187500 375000 तो यह कुल निवेश कितना होगा यह 1331250 है यह कुल आवश्यकता है लेकिन यह कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं है अंतिम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता इसमें आपको नकद के रूप में कुछ राशि जोड़नी होगी तो यहाँ नकदी की आवश्यकता क्या है तो कहो आवश्यकता हमारी अगली आवश्यकता एक है कि हमने गणना की है 4 तो यह होने जा रहा है 5 वीं आवश्यकता नकद और बैंक शेष नकदी और बैंक शेष जो हम रखने जा रहे हैं और कैश और बैंक बैलेंस कितना जरूरी है हमारे पास कुल राशि थी हमें इसकी गणना करनी होगी हम कैसे गणना कर सकते हैं आप इसे इस तरह से गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए नकदी से पहले निवेश की आवश्यकता कितनी थी 1331 250 और यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है समस्या में क्या लिखा है कि सकल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाएं यदि वांछित नकदी शेष सकल कार्यशील पूंजी आवश्यकता का 5 है इसलिए नकदी को जोड़ने के बाद सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर काम किया जाएगा तो हमने यहां 4 चरणों में निवेश की गणना की है पांचवें चरण में नकदी और बैंक शेष है इसलिए वह स्थूल होगा तो इसका मतलब है कि नकदी के बिना यह केवल 95 है इस चरण तक हमारे पास है गणना की गई यह केवल 95 है तो इसका मतलब है कि इसे 100 बनाने के लिए हमें नकद और बैंक को जोड़ना होगा शेष राशि और नकदी और बैंक शेष राशि को जोड़ने के लिए यहां यह कितना होगा कि 1331 250 और हम इसे 5 के रूप में लेंगे तो 5 को इस 100 5 से विभाजित किया गया है तो यह कुल राशि होगी जो हम यहां काम करेंगे वह राशि कुछ इस प्रकार होगी कि 70065 रु 70065 रुपये आप इसमें जोड़ देंगे तो आज तक संतुलन क्या था यदि आप शेष राशि को आगे ले जाते हैं तो यह संतुलन था 1331250 1331250 अब तक का शेष है और इसमें आपको कुछ जोड़ना है जो 70065 है 70065 यदि आप इसे जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आखिरकार आपकी सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कितनी होगी आपकी सकल कार्यशील पूँजी आवश्यकताएँ आपकी सकल कार्यशील पूँजी आवश्यकताएँ कुछ इस तरह होंगी आपकी सकल कार्यशील पूंजी सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं 14 लाख एक सौ और 1401316 होंगी तो यह यहाँ कुल राशि के रूप में ज्ञात होता है यदि आप कुल राशि की गणना करते हैं तो यह कहा जाएगा कि यह वह राशि नहीं है जैसे कि यदि आप अंतिम आंकड़ा लेते हैं यदि आप इसे पूर्णांक करते हैं तो आप यहां क्या कर सकते हैं कि यह 65 नहीं है बल्कि यह 66 है तो यह 66 होने जा रहा है इसीलिए यह 6 है फिर यह 1 है फिर यह 3 है फिर यह फिर से यह 1 है और फिर यह 4 है और यह यह है तो यह 1401316 होने जा रहा है हमें दी गई इस जानकारी के आधार पर यह फर्म की सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो यह सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है हम इसे सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह कुल राशि है जिसे हमें अलग अलग स्तरों पर वर्तमान परिसंपत्तियों को बनाने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए कच्चे माल के स्तर पर निवेश के लिए यह इतना होगा WIP चरण में यह इतना होगा और फिर तैयार माल के स्तर पर यह इतना निवेश होगा और विविध ऋणी चरण में यह इतना होगा यह निवेश की आवश्यकता का मतलब है कि वर्तमान संपत्ति का निर्माण लेकिन वर्तमान देनदारियों से कितना आएगा 0 है अल्पकाल से वर्तमान देनदारियों से कुछ भी नहीं आ रहा है या सहज वित्त कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस मामले में सकल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 1401316 है इसलिए पूरी राशि को स्वतःस्फूर्त या अल्पकालिक वित्त के अलावा अन्य स्रोतों के रूप में आना होगा जिसे हम जानते हैं कि यह दीर्घकालिक वित्त होने जा रहा है दीर्घकालिक स्रोतों से कुल अल्पकालिक निवेश होना चाहिए या बनाया जाना चाहिए जो एक बहुत महंगा मामला है जो फर्म के लिए बहुत महंगा मामला होने जा रहा है लेकिन अगर वे उस मामले में सहज या अल्पकालिक स्रोतों से कोई धन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें दीर्घकालिक स्रोतों से धन की व्यवस्था करनी होगी और फिलहाल उन्हें लाभप्रदता के साथ समझौता करना होगा हालांकि फर्म के पास तरलता की अच्छी या पर्याप्त मात्रा होगी क्योंकि उनकी पूरी राशि को शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाता है यदि यह सकल कार्यशील पूंजी है तो यह शुद्ध कार्यशील पूंजी है क्योंकि वर्तमान देनदारियां 0 हैं तो इसका मतलब है कि अंतिम राशि जो दीर्घकालिक स्रोतों से आ रही है ताकि फर्म के पास तरलता का जोखिम न हो लंबी अवधि के स्रोतों से धन का प्रबंधन करने में सक्षम है लेकिन क्योंकि कोई जोखिम नहीं है इसलिए अंततः फर्म को बहुत अधिक लागत का भुगतान करना पड़ता है इसलिए उच्च लागत फर्म की लाभप्रदता को प्रभावित करेगी तो यह है कि हम कैसे निवेश कर सकते हैं या हम विभिन्न कंपनियों या विभिन्न कंपनियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं तो यह पहली समस्या है जो हम कर सकते हैं और हम यह समझ सकते हैं कि यदि कोई वर्तमान देनदारियाँ नहीं हैं तो वर्तमान में निवेश कितना है संपत्ति की कुल आवश्यकता को दीर्घकालिक स्रोतों से पूरा किया जाना चाहिए इसलिए अब हम अगले कदम पर आगे बढ़ेंगे और वह कदम यह होगा कि इन 5 में से एक समस्या को करने के लिए जहां हमारे पास दोनों चीजें हैं वर्तमान संपत्ति भी वर्तमान देनदारियां हैं और हम यह कह सकते हैं कि हमें शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना होगा कि कितनी शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है जिसका हमें अनुमान लगाना होगा फिर से हमें निवेश के संदर्भ में दी गई जानकारी का उपयोग करना होगा अवधि के रूप में अल्पकालिक या सहज स्रोतों से उपलब्ध होने जा रही धनराशि के संदर्भ में इसलिए कुल निवेश पर हम इस तरह से काम करेंगे जैसे हमने इस समस्या में काम किया फिर हम आकलन करेंगे कि वर्तमान देनदारियों से कितना धन उपलब्ध होगा और फिर क्या अंतर होगा उस अंतर को शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाएगा जो दीर्घकालिक स्रोतों से आएगी इसलिए हम अगली समस्या के लिए यहां जाएंगे और उस समस्या के लिए हमें यह सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सी समस्या अधिक उपयोगी है यदि आप यहां की समस्याओं को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि पहले हमने किया है और फिर इस मामले में दूसरा भी बहुत विशिष्ट नहीं है आप इसे आसानी से स्वयं कर सकते हैं शायद हम कुछ हद तक चीजों को यहां करते हैं और फिर हम अगले स्तर पर चले जाएंगे कि समस्या संख्या 3 और फिर समस्या संख्या 4 है और फिर हमारे पास समस्या संख्या 5 है तो इस मामले में हम यहां समस्याओं के बारे में कहेंगे जैसे कि नंबर 2 और समस्या नंबर 3 इसलिए यदि आप समस्या संख्या 2 के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समस्या संख्या 2 करना हमारे लिए बेहतर है क्योंकि समस्या संख्या 1 की तुलना में यह एक अलग स्थिति बनाने जा रही है इसलिए हमने यह पता लगाया कि किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना कैसे करें जहाँ हम दोनों के पास वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में वर्तमान देनदारियों के बारे में भी जानकारी हो और उक्त शुद्ध पूंजीगत पूंजी की गणना कैसे की जाए तो बस इस समस्या के माध्यम से जाने से पहले सबसे पहले इसे करने या व्यावहारिक रूप से करने से पहले आइए हम इस समस्या की ओर बढ़ते हैं कि समस्या क्या है और इसे कैसे किया जाए तो अगर आप इस समस्या को यहाँ देखते हैं जनरल इलेक्ट्रिक अपने उत्पादों को 20 के सकल लाभ पर बेचता है यह शुद्ध लाभ न होकर 20 का सकल लाभ है इसमें उत्पादन की लागत के हिस्से के रूप में मूल्यह्रास शामिल है 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले 12 महीनों की निम्नलिखित जानकारी आपको नकद लागत के आधार पर किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का पता लगाने में सक्षम बनाती है अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है नकद लागत का आधार नकद लागत क्या है क्योंकि हमारे पास लागत के 2 प्रकार हैं एक लागत नकद लागत है और दूसरी गैर नकद लागत है क्योंकि आप यहां कार्यशील पूंजी प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए मैं मानता हूं कि आपके पास पहले से ही वित्तीय ज्ञान है लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में उदाहरण के लिए कहते हैं कि जब आप लाभ और हानि खाते को तैयार करते हैं तो हम कुछ लागतों को शामिल करते हैं जो नकद लागत होती हैं उदाहरण के लिए कच्चे माल की लागत एक नकद लागत है विनिर्माण व्यय नकद लागत है ओवरहेड्स अन्य ओवरहेड्स बिजली पानी बिजली ये सभी नकद लागत हैं क्योंकि आप नकद में लागत का भुगतान कर रहे हैं लेकिन कुछ लागतें हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि मूल्यह्रास है मूल्यह्रास एक लागत है आप लाभ और हानि खाते में उत्पादन की कुल लागत में जोड़ने जा रहे हैं शायद ट्रेडिंग खाते में नहीं लेकिन यह लागत आप किसी को भी भुगतान नहीं करने जा रहे हैं केवल यह एक प्रावधान है जो हम लाभ और हानि खाते में कर रहे हैं और हम उस लागत को वसूल रहे हैं जो हमने पहले से तय संपत्ति के रूप में बनाई है यहां हमें केवल नगद लागत के बारे में गिनना होगा ना कि गैर नगद लागत को और नगद लागत केवल मैटीरियल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवरहेड्स कॉस्ट है उस लागत को हमें ध्यान में रखना होगा इसलिए नकद लागत के आधार पर हमें इस कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को तैयार करना होगा तो इसका मतलब है कि आवश्यकता यहाँ और भी है कि आपको पहले नकद लागत की गणना करनी होगी और फिर नकदी विनिर्माण लागत और फिर नकद प्रशासनिक लागत का मतलब होगा बेचे गए माल की लागत और बिक्री की लागत का मतलब है दोनों की लागत हमें ज्ञात करनी होगी हम नकदी के आधार पर हैं मूल्यह्रास को नजर अंदाज करना होगा और आगे आपको यह मानने के लिए आवश्यक है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का 15 सुरक्षा मार्जिन बनाए रखा जाएगा शुद्ध कार्यशील पूंजी के 15 सुरक्षा मार्जिन बनाए रखा जाएगा नकद आयोजित किया जाना है जो कि वर्तमान देनदारियों का 50 है जो वर्तमान देनदारियों का 50 है को आयोजित की जाने वाली नकदी वर्तमान देनदारियों के 50 की सीमा तक तो इसका मतलब है कि इस उद्देश्य के लिए आपको पहले वर्तमान देनदारियों की राशि जानना चाहिए परिसंपत्तियों में नकद शेष को जोड़ना पड़ता है क्योंकि वह परिसंपत्ति है ना कि वर्तमान देनदारी लेकिन हमें कितना नकद और बैंक बैलेंस रखना है यह दिया गया है यहाँ कि वह वर्तमान देनदारियों का 50 होना चाहिए इसलिए आप वर्तमान परिसंपत्तियों की कुल राशि की गणना नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास कुल वर्तमान देनदारियों का मूल्य न हो तो आप पहले नकदी के बिना वर्तमान संपत्ति की गणना करेंगे और फिर आप उन मौजूदा देनदारियों की गणना करेंगे जो उपलब्ध होंगी या जो स्रोत उपलब्ध हैं और फिर आप उन मौजूदा देनदारियों का 50 हिस्सा लेंगे आप उन लोगों को जोड़ देंगे जो कहते हैं कि 50 राशि वर्तमान संपत्तियाँ इस तरह से कुल वर्तमान संपत्ति सूची पूरी हो जाएगी इस कुल सूची से आप वर्तमान देनदारियों को घटाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कितना शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और यहां लिखा गया है कि पहले बिंदु के रूप में शुद्ध कार्यशील पूंजी का 15 सुरक्षा मार्जिन बनाए रखा जाएगा इसका अर्थ है 15 शुद्ध कार्यशील पूंजी का 15 शुद्ध सुरक्षा मार्जिन होगा इतनी शुद्ध कार्यशील पूंजी जो हम ज्ञात करेंगे कि वर्तमान संपत्ति से हम वर्तमान देनदारियों का 15 है जिसको हमें ज्ञात करना होगा और हमें उसे शुद्ध कार्यशील पूंजी में जोड़ना होगा तो शुद्ध कार्यशील पूंजी अब यहाँ होगी कि वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देनदारियों के साथ साथ शुद्ध कार्यशील पूंजी का 15 है जो कि नकदी लागत के आधार पर इस कंपनी की कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी आगे जानकारी दी गई है की गई यहां कोई प्रगति में काम नहीं है कच्चे माल और तैयार माल का स्टॉक 1 महीने की आवश्यकता पर रखा गया है बिक्री की जानकारी दी गई है सामग्री दी गई है कुल मजदूरी और विनिर्माण व्यय फिर प्रशासनिक खर्च बिक्री प्रचार खर्च हर जानकारी हमें दी जाती है और इससे हम GE इलेक्ट्रिकल्स नामक इस कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आसानी से आकलन कर सकते हैं तो यह कैसे करें और इस कंपनी की कार्यशील पूंजीकी आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें यह मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा